नमस्कार विपणन के अनुसंधान और विश्लेषण की कक्षा में आपका स्वागत है पिछली कक्षा की तरह हम गुणात्मक शोध पर प्रकाश डाल रहे थे हमने गुणात्मक शोध के बारे में बात की हैं जिसमें हमने एथनोग्राफिक के बारे में चर्चा की और फिर फोकस समूह पर ध्यान केंद्रित किया कि यह महत्वपूर्ण क्यों है और किस स्थिति में इसकी आवश्यकता है फिर हमने डेप्थ इंटरव्यू के बारे में चर्चा की उसका कैसे संचालन किया जाये और किन परिस्थितियों में ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं आज हम गुणात्मक शोध के दो और पहलुओं को शामिल करेंगे एक केस स्टडी है जिसे हमने कवर नहीं किया है और प्रोजेक्टिव तकनीक है तो दोनों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तो मूल रूप से प्रोजेक्टिव तकनीक क्या है जैसे की आप प्रोजेक्टिव शब्द से समझ सकते हैं ये एक प्रक्षेपण की तरह कुछ हैं आप भविष्य में कुछ पेश कर रहे हैं या आप अतीत को समझने और फिर कुछ सीखने की कोशिश कर रहे है और फिर भविष्य में आ रहे हैं यह सरल है तो प्रोजेक्टिव तकनीक की परिभाषा क्या है वास्तव में यह कैसे शुरू किया प्रोजेक्टिव तकनीक मूल रूप से हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक क्लिनिक में शुरू हुई जब मुर्रे और उनकी सहायक क्रिस्टीना मॉर्गन ने एक छात्र का बच्चा जो सपना की समस्याओं से पीड़ित था वह रात में अजीब सपने देख रहा था इसलिए उन्होंने सोचा उन बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में और अधिक समझ कर हम इस बच्चे का इलाज कर सकता है तो मुर्रय ने यह तकनीक शुरू की और वास्तव में यह तकनीक क्या है यह एक असंरचित अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछने का तरीका है जो कि उत्तरदाताओं को प्रोत्साहित करती है उसके असली स्वयं के बारे में बात करने के लिए या उसके भीतर की भावनाओं को उसकी मंशा मान्यताओं और चिंता के बारे में बात करने का कई बार जीवन में देखते हैं कि इंसान के अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और दिखा रहा होता है इस तरह के मामलों में मानव घटनाएं और व्यक्तित्व को समझना बहुत जटिल हो जाता है ऐसी स्थितियों में प्रोजेक्टिव तकनीकों से आप प्रतिवादी या प्रतिभागी के मन की गहरी जानते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहा है उसको प्रोत्साहित या प्रेरित किया जाए क्या है जो उसे परेशान कर रहा है और कभी कभी अपने अतीत के व्यवहार से या बचपन के दिनों की बातों के साथ जुड़ा हुआ है और अब उसे नुकसान हो रहा है तो आप वास्तव में बता नहीं सकते कि क्या हुआ था प्रोजेक्टिव तकनीक में उत्तरदाताओं को दूसरों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है अगर सीधे पूछा जाए तो संभावना है की वो अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर सकते हैं संवेदनशील मुद्दों हो सकते हैं जिस पर वो समाज के डर से उनके भीतर की भावनाओं विश्वासों के बारे में बात नहीं करते हैं समाज में ऐसा करने के लिए इस स्थिति से बचने के लिए हम पूछते हैं कि आप क्या करेंगे या दूसरे क्या करें जब ऐसी स्थिति सामने हो जब आपको दूसरों के व्यवहार को समझना हो उत्तरदाता अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रेरणाओं को प्रोजेक्ट करते हैं तो मान लीजिए कि मैं पूछता हूँ की आपको क्या लगता है मिस्टर X इस स्थिति में क्या करेगा अगर आप से इस पर पूछा जाए और आप कुछ ऐसा बताते है जो वास्तव में एक धारणा है यह आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है तो यह समझने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि कैसे लोगों का एक सेट दी गयी स्थिति में व्यवहार करेगा और एक बार यह बहुत अच्छे से समझ लिया गया तो यह स्वचालित रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं इसको अस्पष्ट परीक्षण कहते हैं उत्तरदाता की जो कुछ भी प्रतिक्रिया या जवाब है वो मूल रूप से उसका व्यक्तित्व है इस फोटो देखे और यह आम तौर पर इसका प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है यह फोटो मूल रूप से इस तस्वीर के बारे में क्या बात कर रही है वहाँ दो महिलाएं हैं या एक महिला और एक व्यक्ति हो सकता है और वे कुछ मुद्दे पर चर्चा कर रहे है या अगर आप चाहते हैं तो आप विराम ले सकते हैं और उसके बाद इस फोटो के बारे में सोचें वास्तव में इस स्थिति में क्या हो रहा है हो सकता है कि वे कुछ साजिश कर रही हो जो आम तौर पर सोचा जाता है शायद बूढ़ी औरत अत्यधिक व्यथित हालत में हो और वह एक गैर सरकारी संगठन की प्रमुख हो सकती है या वह इस बूढ़ी औरत की मदद करने की कोशिश कर रही है या हो सकता है कि उस बूढ़ी औरत के साथ कुछ हुआ हो वह समाज में बहुत ज्यादा डरी हुई है किसी से वह पीड़ित है हो सकता है कि कोई उसकी परवाह न करे और यह महिला उसके लिए एक रक्षक की तरह है इसलिए यह कुछ भी हो सकता है मैं प्रोजेक्टिव तकनीक के बारे में सोच रहा हूँ मूल रूप से दिमाग में घूमना मूल रूप से चार तकनीक हैं जैसा कि आप एसोसिएशन तकनीकों को देखते हैं फिर कंप्लीशन तकनीक आती है अब आप को आंशिक कहानी दी जाती है या आंशिक स्थिति और आपको यह पूरा करने के लिए कहा जाता है तो आप केस का निर्माण करेंगे और अंत में अभिव्यंजक अधिकार देखेंगे तो इन चार स्थिति में आप देख सकते है कि क्या हो रहा है आइए पहले एसोसिएशन के साथ शुरू करते हैं उदाहरण के लिए शब्द एसोसिएशन कुछ भी नहीं है लेकिन कैसे आप इसको शब्द के साथ एसोसिएट करते हैं उदाहरण के लिए विपणन बहुत बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग या जो व्यक्ति ब्रांड के साथ जुड़े है वो बहुत ज्यादा इसका ध्यान रखते हैं आपको कैसे लगता है जब आप नाइके या फोर्ड के बारे में बात करते हैं आप कैसा महसूस करते हैं जब आप रिलायंस या आईटीसी के बारे में सुनते है जब आप इन कंपनियों के बारे में सुनाते है और मान लीजिए कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी के बारे में बात करता हूँ तो आपके मन मे क्या आता है इसलिए इन दो परीक्षण से हम चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे हो सकता है कि वे उदाहरण के ठीक लिए ब्रांड स्मृति परीक्षण कर रहे हो आइए असोसिएशन देखते हैं प्रतिवादी प्रोत्साहन के साथ प्रस्तुत हैं और पहली प्रतिक्रिया जो उसके दिमाग में आती है उसके अनुसार उत्तर देना है तो ब्रांड स्मृति पर गौर करना चाहिए जब मैं खेल पेय के बारे में कह रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है तो लोग रेड बुल या कुछ अन्य कह सकते है उदाहरण हॉर्लिक्स या कुछ और आपके मन में क्या आया जब टाटा इंडिगो शुरू किया गया था कंपनी ने पूछा कि उस समय मॉडल v2 था जब आप अक्षर v को सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है लोगों ने कहा अलग अलग तरह की बातें की v मतलब जीत है तो यह सारी चीजें समझने के लिए ली गई थी कैसे ये टर्म v लोगों के दिमाग से जुड़ा हुआ हैं तो विपणन क्षेत्र में क्या होता है कि लोगों को सामना करना पड़ सकता या कंपनियों को कुछ SRC से भुगतान करना होता है अब SRC का मतलब स्वयं संदर्भ मानदंड कहा जाता है हमारे अपने नजरिए से चीजों को समझना होगा यह कठिन और बहुत ही खतरनाक स्थिति हैं कई बार अंतरराष्ट्रीय ब्रांड एक साधारण कारण की वजह से विफल रहता है शब्द असोसिएशन में उत्तरदाताओं को शब्दों की सूची एक सौ बार प्रस्तुत की जाती है और प्रत्येक शब्द के बाद से उनसे पूछा जाता है वो पहला शब्द जो उनके मन में आता है उदाहरण के लिए अब तीन शब्द मुझको एक रिबेल रक्षक और विजेता कह सकते हैं अब आप के मन में कौन से तीन कंपनियां के बारे में आप सोच सकते हैं जब आप शब्द रिबेल सुनते हैं तो कौन सी कंपनी आपके मन में आती है शब्द रक्षक सुनते हैं तो कौन सी कंपनी आपके मन में आती है जब आप शब्द जीत सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है अब आप इस गेम से कुछ विराम ले सकते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था और फिर से इसे शुरू कर सकते हैं ब्रांड व्यक्तित्व से सहायता मिल सकती हैं ब्रांड के साथ मानव विशेषताओं की सोच जुड़ी हुई है उदाहरण के लिए जब आप किसी भी खेल के कपड़े के बारे में सुनते हैं या सूट या कमीज तो पेआर्स ब्रॉटन आपके दिमाग में आता भारतीय परिप्रेक्ष्य अगर आप कैडबरी के बारे में सोचते हैं तो अमिताभ बच्चन आपके दिमाग में आता हैं अब ये ब्रांड गुणवत्ता से जुड़े हैं इसलिए कंपनी ने अनुसंधान किया और लोग क्या देखना चाहते हैं और तदनुसार व्यक्तित्व को चित्रित करने का प्रयास किया अब व्यक्तित्व मूल रूप से पांच आयामों में किया जाता है व्यक्तित्व मूल रूप से उत्तेजना क्षमता परिष्कार असभ्यता ये पांच व्यक्तित्व के तरीके प्रोजेक्टिव तकनीकों के माध्यम समझाए जाएंगे उदाहरण के लिए यह एक बच्चे के बारे में सोच है अगर मैं व्यक्तित्व दे रहा हूँ अगर एक बाघ का व्यक्तित्व तो उसको मजबूत जंगली होना चाहिए उसको वश में नहीं किया जा सकता है दूसरी तरफ एक खरगोश का व्यक्तित्व तो यह तेजचुस्त हैं लेकिन मजबूत नहीं तो कौन सा व्यक्तित्व एक कंपनी या उत्पाद पर फिट होता हैं या प्रतिवादी का व्यक्तित्व अधिक फिट हैं जैसे की अगर मैं आपसे हार्ले डेविडसन कंपनी की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ईगल की छवि आएगी जॉनसन एंड जॉनसन का नाम लेते ही एक रक्षक की छवि आएगी उपरोक्त चित्र में एक विजेता है और अनुशासन पूर्ण कंपनी की छवि आएगी जो कड़ी मेहनत की बात करता है और कहता है जस्ट डू इट आपने प्रॉक्टर एंड गैम्बल नामक कंपनी के बारे में सुना होगा आपने कभी डिटर्जेंट के लिए महिलाओं के रवैया पर गौर किया है इस कंपनी ने एक शोध किया जहां मूल रूप से शब्दों की सूची तैयार की गई थी और महिलाओं की प्रतिक्रियाओं को विकसित किया गया था इससे महिलाओं के व्यक्तित्व में अंतर दिखा आइये देखे की इसके नतीजे क्या रहे सरे दिन एक गृहिणी के दिमाग में कपड़े धोना और उसे स्त्री करना यही काम चलता है तो उन महिलाओं को अलग' अलग शब्द दिए गए जैसे की फ्रेश स्वीट क्लीन इत्यादी आप यहाँ उपरोक्त चित्र में देख सकते हैं आप अलग अलग स्वरों को जैसे बबल्स सोप इत्यादी भी देख सकते हैं आखिरी में आप देखते हैं की लिखा है टॉवल गंदे हैं और दूसरी जगह लिखा है इनको अभी धो हालांकि यह दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन अगर आप जिस तरह से देखते हैं तो आपका दिमाग अलग चलता है यह कहता है गंदगी के बारे में बात करें और यह सिर्फ ठीक धोने के बारे में बात करता है इस शोध से यह पता चला की डिटर्जेंट के बाजार को ग्रहणीयों के रवैये के आधार पर खंडित किया जा सकता था तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने 2009 में ब्रांडों की संख्या के आधार पर अपनी पकड़ बनाई ऐसे ही उन्होंने अपने एक डिटर्जेंट अच्छी खुशबू के आधार पर बेचा जो बहुत ही कारीगर हुआ और उनका यह डिटर्जेंट अब बाजार में दूसरा सबसे ज्यादा बिकने डिटर्जेंट है ऐसे ही प्रयोजन तकनीकों से आप उपभोक्ता या प्रतिवादी से अधिक कनेक्ट कर पाते हैं और यह उपभोक्ताओं का व्यक्तित्व समझने में मदद करता है इसके बाद आता है कम्पलीशन टेक्निक्स स्टोरी कम्पलीशन में आपको कहानी का एक हिस्सा दिया जाता है और आपको अपने शब्दों में उसका निष्कर्ष निकालना होता है उपरोक्त कहानी को देखते हैं जहाँ रीता नामक एक चरित्र है जो दिन भर की थकान के बाद एक रेस्तरां में खाना खाकर आराम करना चाहती है जहां वह जाती है और अपना खाना मांगती है वेटर 15 मिनट के बाद ऑर्डर लेने के लिए आता है और उसके बाद वह इंतजार कर रही है और 45 मिनट के बाद उसका खाना आता है इसके बाद आप 20 चीज़ों की सूची बनाये जो रीता कहेगी अब यहाँ एक कंपनी समझ सकती है कि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देगा उदाहरण के लिए आपने देखा है कुछ पिज़्ज़ा कंपनी 30 मिनट में पिज्जा ना आने पर आपको मुफ्त पिज़्ज़ा देंगी यह कुछ ऐसा नहीं है जो अनुसंधान के परिणाम का एक हिस्सा है कंपनी ने पहचाना है की लोगों को अगर उनका खाना 30 मिनट के भीतर नहीं मिलता तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी वे आपकी उत्पाद के प्रति अपनी वफादारी में बदलाव करेंगे और आप अपना उपभोक्ता खो देंगे ऐसा न हो इसलिए वह मुक्त पिज्जा देते हैं स्टोरी कम्पलीशन की तरह ही सेंटेंस कम्पलीशन होता है उदाहरण के लिए जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदारी करने के बारे में सोचते हैं तो मैं आपको इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है के मैं उत्साहित हो जाता हूं या मुझे लगता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है या मैं स्टोर के प्रचार प्रस्तावों के बारे में उत्साहित हो जाता हूं इसी तरह आपको पैंटालूंस नामक दूकान के बारे में लिखना है क्या यह अमीर व्यक्ति के लिए है जो लोग अपना समय रिटेल स्टोर में गुज़ारना चाहते हैं इससे मूल रूप से हम यह समझने में सक्षम होंगे की प्रतिवादी वास्तव में क्या सोच रहा है और विशेष स्टोर के बारे में हमे उसकी राइ मिल जाएगी अब हम दुसरे केस पर आते हैं यह कंस्ट्रक्शन टेक्नियस है जिसमें प्रतिवादी प्रतिक्रिया का निर्माण कहानी संवाद और वर्णन के रूप में करते हैं जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसके दिमाग में क्या विचार आता है यह वस्तु एक दुकान हो सकता है या यह एक उत्पाद भी हो सकता है मान लीजिए टाइड डिटर्जेंट या एक बर्गर जब हम इसे देखते हैं तो उसके दिमाग में क्या आता है उसे एक संवाद के रूप में उपभोक्ता को लिखना होता है अब पिक्चर रिस्पांस के बारे में बात करते हैं यह एक बहुत ही रोचक मामला है जहां चित्र प्रतिक्रियाओं का उपयोग यह समझने के लिए किया गया था कि लोग वीज़ा कार्ड और मास्टरकार्ड के बारे में क्या महसूस करते हैं कंपनी ने पाया कि लोगों के पास वीज़ा कार्ड के बारे में एक बहुत अलग विकल्प था की इसमें स्त्री विशेषता है और यह सड़क के बीच में था तो इसका मतलब है कि व्यक्तित्व बहुत स्पष्ट नहीं था एक बार स्त्री थी और दूसरी तरफ बहुत स्पष्ट व्यक्तित्व नहीं था इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए यह समझने के बाद कि वीजा राष्ट्रीय फुटबॉल लीग के साथ जुड़ा हुआ है और प्रतिक्रिया के रूप में जब वह राष्ट्रीय फुटबॉल के साथ जुड़ते हैं वे सभी फुटबॉल कार्यक्रमों को प्रायोजित करना शुरू कर देते हैं वीज़ा की छवि बदल रही हो वे इस छवि को स्त्री से मर्दाना छवि में बदलना चाहते थे और परिणामस्वरूप वे सफल होते हैं जैसे आप जानते हैं कि एक कार्टून चरित्र बहुत अच्छा है जब आप किसी बच्चे के मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी निश्चित विषय को समझने में असमर्थ है इसलिए वे प्रशासन और विश्लेषण करने में आसान होते हैं क्योंकि चित्र प्रतिक्रिया में आपको यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता है यह और अधिक सरल हो जाता है क्योंकि वह कार्टून आपको सबसे अधिक बताता है उदाहरण के लिए अब सोच क्या है या क्या है उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही प्रसिद्ध चरित्र है अब वह क्या देखते हैं कि आगे क्या करने जा रहा है अभिव्यंजक तकनीक के तहत जो फिर से एक और प्रोजेक्टिव तकनीक है उत्तरदाताओं को एक मौखिक स्थिति प्रस्तुत की जाती है और भावनाओं को रेट करने के लिए कहा जाता है यह व्यक्त करना है कि आप इस स्थिति को मूल रूप से कैसे व्यक्त करते हैं हो सकता है आप को कोई खास परिस्थिति दी जाती है और फिर आप इसके बारे में आपकी राय बताएं इसी तरह भूमिका मॉडलिंग में या भूमिका खेल में हम उत्तरदाताओं को विपणन की कक्षाओं में उदाहरण के लिए भूमिका ग्रहण करने के लिए कहा जाता है जैसा कि आप जानते हैं इन बी स्कूलों में शिक्षक क्या करते हैं वे मान लीजिए बातचीत का मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं मूल रूप से दो पक्ष खरीदार और आपूर्तिकर्ता और छात्रों को खरीदार की उत्तरदायी भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है और कुछ छात्र आपूर्तिकर्ता की भूमिका निभाते हैं और फिर उन्हें तदनुसार व्यवहार करने के लिए कहा जाता है इसलिए भूमिका निभाना भी एक अभिव्यंजक तकनीक है जिसे आप अपनी आंतरिक भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करते हैं तो आप मूल रूप से मौखिक एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे है कि आपके दिमाग में क्या है इसका मतलब है तीसरा व्यक्ति तकनीक आप अर्थपूर्ण तकनीक का हिस्सा है उदाहरण के लिए यह मामला है जहां एक कंपनी कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस जानना चाहती थी कि लोग क्यों नहीं उड़ते हैं क्या समस्या है उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या आप उड़ने से डरते हैं बहुत कम लोगों ने कहा कि हां उन्हें प्रमुख कारण खराब मौसम देरी आदि दिए गए जैसे थे लेकिन वास्तव में जब वे गहरे गए तो वे उत्तरदाताओं से पूछे गए प्रश्न को बदल देते हैं क्या आपको लगता है कि आपके पड़ोसी उड़ने से डरते हैं इसलिए जब उन्होंने यह सवाल पूछा तो लोग उन्हें लगा कि सच बोलना बात करना ज्यादा आसान है और उन्होंने कहा कि हाँ परिवहन के किसी अन्य साधन से यात्रा करने वाले अधिकांश पड़ोसी वास्तव में उड़ान भरने से डरते थे और यह लागत या खराब मौसम के कारण नहीं है तो आप जानते हैं कि क्या हुआ था क्योंकि परिणाम इसके बाद हुआ था जब ट्विन टावर विस्फोट मामले आया स्पष्ट रूप से लोगों को अपने मन में दुर्घटना का भय था तो कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस इस डर की बात की ऊंचाई और सुरक्षा उपायों पर बल दिया परिणाम के रूप में इस कंपनी को कम नुकसान हुआ क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि यह उड़ान भरने के लिए सही एयरलाइन थी क्योंकि वे सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे और दूसरे कुछ और बात कर रहे थे जो कि नहीं था उनके महत्व या प्राथमिकता यह विभिन्न तकनीकों के बारे में था हमने प्रोजेक्टिव तकनीकों के तहत बात की और अब हम सबसे महत्वपूर्ण प्रकारों में जाएंगे केस स्टडी मूल रूप से केस स्टडी क्या है हम केस स्टडी को समझने के लिए जा रहे हैं किसी विशेष मामले के बारे में अध्ययन करने के लिए मामला वास्तविक जीवन की समस्या की तरह हो सकता है या यह ऐसी स्थिति की तरह हो सकता है जहां आपको कुछ गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा लेकर व्याख्या करने की आवश्यकता होती है और फिर अपना खुद का अनुमान है तो देखें कि केस स्टडी क्या है तो यिन का कहना है कि केस स्टडी शोध करने की एक रणनीति है जिसमें साक्ष्य के कई स्रोतों का उपयोग करके अपने वास्तविक जीवन संदर्भ के साथ एक विशेष समकालीन घटना की अनुभवजन्य जांच शामिल है अब फिर से सवाल आता है कि आप केस स्टडी का उपयोग क्यों करें हालांकि हम इस सत्र में पूरा नहीं कर पाएंगे हम इसे अगली कक्षा में ले जाएंगे लेकिन संक्षेप में बताएं कि हमें केस स्टडी की आवश्यकता क्यों है केस स्टडी मूल रूप से एक स्थिति है फिर आपको इसका हिस्सा होने के लिए कह रहे हैं और फिर निर्णय लेना है कि आपने क्या किया है तो प्रतिवादी इस मामले में मूल रूप से कुछ भी नहीं करेगा लेकिन वह एक तरह से सोच रहा है केस स्टडी पर सबसे लोकप्रिय पठन सामग्री में से एक रॉबर्ट इन्स है केस स्टडी पर किताब जानते हैं यह बहुत लोकप्रिय है और मैं हर किसी को सुझाव दूंगा कि यदि संभव हो तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से जाना चाहिए क्यों इस मामले का अध्ययन अनुसंधान करना चाहिए हम देखेंगे कि यह सबसे लचीला अनुसंधान डिजाइन हैं और यह स्थिरता और संस्थागत प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर शोध में विशेष रूप से उपयोगी है इसने डेटा एकत्र करने की तकनीकों की संख्या को इन्कॉर्पोरेट किया जैसा कि मैंने कहा कि इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है इसलिए उदाहरण के लिए दस्तावेजी विश्लेषण सामग्री विश्लेषण का उपयोग करते हैं जो यहां नहीं लिखा गया है लेकिन सामग्री विश्लेषण एक तरीका है जिससे हम किसी विशिष्ट सामग्री का उपयोग कितनी बार किया गया हैं सर्वेक्षण और प्रतिभागियों या गैर प्रतिभागी अवलोकन तो अगर आप मूल रूप से एक मामले का अध्ययन कर रहे हैं आप भाग न लेने वाले अवलोकन विधि का उपयोग कर सकते हैं तो यह भी किया जा सकता है या क्रिया अनुसंधान जो हमने पहले कहा था क्रिया अनुसंधान मूल रूप से कार्रवाई में शामिल होने के अलावा और कुछ नहीं है इसका मतलब है कि इसका हिस्सा बनें और प्रक्रिया को पहले समझाने की कोशिश करें यदि आपको याद है कि मैंने शिकागो गिरोह और अमेरिकी अमेज़ॅन जनजाति का उदाहरण दिया है जहाँ समाज वैज्ञानिक रुके और लम्बे समय तक रहे यह समझने के लिए कि व्यवहार क्या है आप जानते हैं कि वे अपना पदानुक्रम कैसे बनाते हैं वे अपना नेता कैसे बनाते हैं और मूल रूप से वे इसका नेतृत्व कैसे करते हैं तो अब सत्र के लिए बस इतना ही हम अगले सत्र में जारी रखेंगे धन्यवाद